पिछले व्याख्यान में हमने औद्योगिक संचार का समर्थन करने के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को देखा है हमने देखा है कि अन्य प्रकार के गैर औद्योगिक परिदृश्यों के उपयोग के लिए जो नियमित प्रोटोकॉल हैं वे औद्योगिक संदर्भ में कहने के लिए उपयोग करने योग्य नहीं हैं और हमने देखा उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं अलग अलग प्रोटोकॉल हैं जैसे कि Modbus TCP प्रोटोकॉल के fieldbus suite जो कि एक औद्योगिक संचार परिदृश्य में मास्टर डिवाइस slave डिवाइस और इतने पर संचार के लिए समर्थन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है इसलिए हम और आगे बढ़ेंगे और कुछ अन्य अलग अलग प्रोटोकॉल पर एक नज़र डालेंगे अगला एक Profibus प्रोटोकॉल है जो मूल रूप से प्रक्रिया क्षेत्र की Bus है यह फुल फॉर्म है process field bus Profibus प्रोटोकॉल जिसे हम अब गुजरने वाले हैं यह विशेष प्रोटोकॉल विशेष उद्योग मानक IEC 61158 पर आधारित है यह Profibus प्रोटोकॉल एक फील्ड बस प्रौद्योगिकी प्रोटोकॉल है और कई अन्य प्रोटोकॉल का समर्थन करता है मैं यहां उल्लेख करता हूं कि यह पहली बार 1980 के दशक के अंत में जर्मनी में प्रस्तावित किया गया था और इसका उपयोग Siemens द्वारा किया गया था तो यह चक्रीय संचार और चक्रीय संचार दोनों का समर्थन करता है Asynchronous मैसेजिंग समर्थित है और परिदृश्यों में उपयोग के लिए बहुत आकर्षक है जहां अलार्म हैंडलिंग करना होगा अलार्म हैंडलिंग के लिए संचार करना होगा Profibus प्रोटोकॉल के तीन अलग अलग संस्करण हैं पहले वाला Profibus FMS है जो Fieldbus Message Specification के लिए है यह मूल रूप से PCs और PLCs के बीच संचार को संभालता है यह विशेष संचार Profibus के FMS संस्करण द्वारा समर्थित है इसके बाद Profibus DP है DP का अर्थ है विकेंद्रीकृत परिधीय यह मूल रूप से RS 484 संचार का समर्थन करता है RS 484 संचार एक समय में लगभग 32 उपकरणों का समर्थन करता है एक ही समय में 32 डिवाइस तक लगभग 1900 मीटर 10 किलोमीटर और 4 रिपीटर्स को सपोर्ट करते हुए कनेक्ट किया जा सकता है यह RS 484 ट्रांसमिशन का उपयोग करता है और गति 96 Kbps से 12 Mbps तक भिन्न होती है उसके बाद Profibus PA आता है PA का मतलब प्रोसेस ऑटोमेशन है और यह लगभग 312Kbps की स्पीड को सपोर्ट करता है यह मैनचेस्टर बस पावर MBP का उपयोग करता है यह एमबीपी खतरनाक वातावरण के लिए बहुत उपयोगी है इस MBP को इस तरह से बनाया गया है कि यह खतरनाक वातावरण होने पर भी काम करेगा और ऐसे वातावरण में डेटा ट्रांसफर कर सकता है Profibus की दो परतें हैं एक डेटा लिंक लेयर है और दूसरा फिजिकल लेयर है टोपोलॉजी के संदर्भ में प्रोबस में बस टोपोलॉजी बहुत लोकप्रिय है और ये Buses MBP का उपयोग करती हैं जो हमने मैनचेस्टर बस पावर टेक्नोलॉजी में देखी हैं यह लगभग 1900 मीटर तक के संचार का समर्थन करता है तो यह MBP तकनीक खतरनाक वातावरण में डेटा के साथ साथ पावर ट्रांसमिशन का भी समर्थन करती है इसके बाद इंटर बस प्रोटोकॉल आता है तो इस विशेष प्रोटोकॉल को 1987 में कंपनी phoenix संपर्क द्वारा विकसित किया गया था यह यूरोपीय मानक EN 50254 के साथ साथ IEC 61158 पर आधारित है यह serial संचार का समर्थन करता है इस मामले में PCs PLCs के बीच serial संचार और विशेष रूप से IO मॉड्यूल की व्यवस्था की गई है मेरी व्यवस्था I O मॉड्यूल अलग अलग सेंसर और एक्चुएटर्स से जुड़े हैं इसलिए मूल रूप से अंतर बस में संचार का स्पेक्ट्रम काफी व्यापक है इसलिए सभी प्रकार के संचार जैसे PCs PLCs आईओ डिवाइस सेंसर एक्चुएटर इंटर पास द्वारा समर्थित हैं आवेदन क्षेत्रों के संदर्भ में सेंसर सक्रिय अनुप्रयोगों और मशीन सिस्टम उत्पादन प्रक्रिया अनुप्रयोगों का समर्थन कर रहे हैं अन्य विशेषताओं के संदर्भ में नेटवर्क टोपोलॉजी जो समर्थित है वह रिंग टोपोलॉजी है जो लगभग 512 ग्राहकों को कनेक्टिविटी प्रदान करती है कुल bus की लंबाई 13 किलोमीटर है जो काफी लंबी है इसलिए 13 किलोमीटर का ऑपरेशन औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए काफी मददगार है मास्टर दास संचार वास्तुकला का अभी भी उपयोग किया जा रहा है और inter bus द्वारा समर्थित ट्रांसमिशन दर 500 kbps है अगला प्रोटोकॉल CC प्रोटोकॉल है जिसका अर्थ है नियंत्रण और संचार लिंक प्रोटोकॉल यह मूल रूप से एक खुला औद्योगिक नेटवर्क प्रोटोकॉल है इसलिए हमने सभी विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल के बारे में बात की विभिन्न कंपनियां सीमेंस मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन आदि के साथ आईं इन सभी अलग अलग कंपनियों ने विभिन्न विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए अपने स्वयं के अलग अलग प्रोटोकॉल के साथ आए जो अंततः लोकप्रिय हो गए थे मानकीकृत हो गए और व्यापक रूप से औद्योगिक संचार के लिए उपयोग किया जाने लगा 1997 में CC link protocol मित्सुबिशी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और यह मानकों EN 954 और IEC 61508 पर आधारित है और ISO मानकों 15693 और 14443 के साथ संगत है यह विभिन्न उपकरणों को विचार करने में सक्षम बनाता है जो विभिन्न निर्माताओं द्वारा संचार करने में सक्षम हैं इन विभिन्न उपकरणों के बीच अंतर को सीसी लिंक प्रोटोकॉल द्वारा समर्थित किया गया है सुविधा प्रबंधन विनिर्माण उत्पादन और प्रक्रिया नियंत्रण स्वचालन सीसी लिंक प्रोटोकॉल द्वारा समर्थन के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्र हैं मानक CC link प्रोटोकॉल CC link LT CC link सुरक्षा और CC link औद्योगिक ईथरनेट जैसे CC link प्रोटोकॉल के विभिन्न प्रकार हैं CC link मानक सूचना और नियंत्रण डेटा के संचरण की सुविधा देता है CC लिंक LT सेंसर और एक्ट्यूएटर्स के सुविधाजनक कार्यान्वयन और उनके बीच कनेक्शन प्रदान करता है CC लिंक सुरक्षा CC लिंक प्रोटोकॉल पर आधारित है CC लिंक IE ऑपरेशन डिवाइस मॉनिटरिंग और डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम करता है संबंधित डेटा ट्रांसमिशन दरें यहां दी गई हैं मानक के लिए 10 mbps CC link LT के लिए 25 Mbps CC link के लिए 10 Mbps औद्योगिक Ethernet के लिए 1 Gbps समग्र संचार गति CC लिंक 25 Mbps से 1 Gbps तक काफी विविध है समर्थन दूरी जो फील्ड बस के लिए 100 मीटर और नियंत्रण बस के लिए 550 मीटर है ऑपरेटिंग आवृत्ति 1356 मेगाहर्ट्ज़ है यह डुप्लेक्स और सिंगल ट्रांसमिशन लाइनों के रूप में डुप्लेक्स और डेटा ट्रांसमिशन दोनों का समर्थन करता है और कुल मिलाकर नियतात्मक संचार CC लिंक द्वारा समर्थित है इससे पहले कि हम इस प्रोटोकॉल डिवाइस नेट पर जाएं हम सीसी लिंक प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं हमारे पास CC लिंक है हमारे पास इन विभिन्न डिवाइस हैं जैसे slave डिवाइस हमारे पास नियंत्रक उपकरण master उपकरण और slave उपकरण हैं दास उपकरणों को विभिन्न ऑपरेटरों और मास्टर उपकरणों द्वारा नियंत्रकों द्वारा संचालित किया जाता है हमारी अलग बस है हमारे पास PLC 1 PLC 2 और PLC n जैसे पीएलसी हैं हमारे पास अलग अलग औद्योगिक पीसी हो सकते हैं हमारे पास HMI डिवाइस हो सकते हैं हमारे पास अलग अलग PLC हैं जो विभिन्न चीजों का समर्थन करते हैं उदाहरण के लिए यह सुरक्षा आवश्यकताओं आदि का ध्यान रख सकता है फिर हम इसी तरह इस विशेष पीएलसी को उदाहरण के लिए अलग अलग सेंसर से कनेक्ट कर सकते हैं सेंसर 1 सेंसर 2 अलग अलग कैमरे इसी तरह कैमरा कैमरा 1 कैमरा 2 अन्य ट्रांसमिशन डिवाइस हो सकते हैं यहां हम CC लिंक बेसिक का उपयोग कर सकते हैं इस भाग के लिए हम मोटर्स और मोटर चालकों के साथ भी मोटर कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के मोटर्स सर्वो नियंत्रण आदि हो सकते हैं यहां हम CC लिंक IE संस्करण का उपयोग कर सकते हैं और हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं हम पीएलसी एन का उपयोग कर सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के सेंसर और स्विच गियर को डेटा प्रदान करता है इसलिए जो मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं वह विभिन्न प्रकार के IE नियंत्रण मूल को एक विशेष तरीके से मास्टर और दास को जोड़ने के लिए है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिवाइसनेट पर नज़र डालते हैं डिवाइस नेट मानक नियंत्रक क्षेत्र नेटवर्क प्रोटोकॉल या CAN प्रोटोकॉल पर आधारित है कैन प्रोटोकॉल डेटा लिंक लेयर में धारावाहिक संचार के लिए एक मानक प्रदान करता है और यह पीएलसी के साथ विभिन्न सेंसर और एक्चुएटर्स को जोड़ता है डिवाइस नेट सेंसर एक्चुएटर और पीएलसी के बीच संचार में मदद कर सकता है यह प्रोटोकॉल CAN प्रोटोकॉल पर आधारित है तो सुरक्षा उपकरणों और इनपुट आउटपुट नेटवर्क उपकरणों और डिवाइसनेट प्रोटोकॉल की मदद ले सकते हैं डिवाइसनेट की विभिन्न विशेषताएं हैं कंट्रोलर एरिया नेटवर्क के डेटा को डेटा फ्रेम की मदद से अवगत कराया जाता है फ्रेम के रूप में यह कोई नई बात नहीं है इन फ़्रेमों में ID फ़ील्ड है जो 11 बिट्स का है और डेटा फ़ील्ड जो 8 बाइट्स का है यह मूल रूप से भौतिक परत में CSMA NBA चैनल एक्सेस योजना का उपयोग करता है और विभिन्न प्रकार के टेलीग्राम को परिभाषित करता है जो फ्रेम की तरह है नेटवर्क टोपोलॉजी के विभिन्न भागों का समर्थन करने के लिए त्रुटि का पता लगाने वाले तंत्र और डेटा सत्यापन उपलब्ध हैं अब ये कुछ लोकप्रिय औद्योगिक संचार प्रोटोकॉल हैं जिनका उपयोग किया जाता है कई अन्य प्रोटोकॉल हैं जो उपलब्ध हैं हमने ISA 100 प्रोटोकॉल के बारे में भी चर्चा की है जो हमने जेनेरिक IoT संचार प्रोटोकॉल को कवर करने के समय चर्चा की थी तो उस समय प्रोटोकॉल की ISA 100 श्रृंखला पर भी चर्चा की गई थी यह वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मूल रूप से अच्छा है और हमने सामान्य औद्योगिक वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ उपयोग के लिए भी चर्चा की है कम बिजली उपकरणों के लिए कम बिजली कनेक्टिविटी और समर्थन ISA 100 की मदद से किया जा सकता है यह औद्योगिक अनुप्रयोगों का समर्थन करता है जो इसका दिलचस्प हिस्सा है वायर्ड कनेक्टिविटी के संदर्भ में विभिन्न प्रौद्योगिकियां पारंपरिक रूप से मौजूद हैं एक यह DSL मॉडेम प्रौद्योगिकी है और दूसरा टेलीफोन नेटवर्क के लिए PSTN है अलग अलग वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल हैं और वे वायर्ड कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न तकनीकें हैं हम इनमें से प्रत्येक को संक्षेप में देखेंगे मुझे लगता है कि आप में से कई लोग पहले से ही DSL से परिचित हैं हालाँकि हम अब DSL का उपयोग नहीं करते हैं DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के लिए खड़ा है और यह तकनीक पारंपरिक और एनालॉग टेलीफोन संचार लाइनों को परिवर्तित करने के लिए बहुत लोकप्रिय हो गई इन एनालॉग टेलीफोन संचार लाइनों पर डेटा भेजने के लिए DSL तकनीक शुरू की गई थी DSL तकनीक टेलीफोन वॉयस सिग्नल के साथ साथ डेटा संचार का समर्थन कर सकती है इसके दो भाग हैं ADSL और SDSL जो विशेष डिवाइस पर निर्भर करता है इसलिए आमतौर पर यह दोनों का समर्थन करता है ADSL का उपयोग आमतौर पर घरों में किया जाता है मूल रूप से ADSL मोडेम काफी लोकप्रिय थे आजकल लोग ADSL आधारित मोडेम का उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके बारे में जानना अच्छा है कुछ उद्योग अभी भी इन विरासत मोडेम का उपयोग कर रहे हैं एDSLको अलॉयमेट्रिक कहा जाता है क्योंकि यह अपलोड गति की तुलना में उच्च डाउनलोड गति का समर्थन करता है डाउनलोड गति और अपलोड गति के बीच एक विषमता है जो SDSL के मामले में बराबर है SDSL समान अपलोड और डाउनलोड गति प्रदान करता है DSL 1544 एमबीपीएस की डेटा दर और डाउनलोड सतह के लिए 8448 एमबीपीएस का समर्थन करता है एनालॉग प्रारूप में किसी भी रूपांतरण के बिना डेटा को डिजिटल प्रारूप में प्रेषित किया जाता है और डिजिटल ट्रांसमिशन संचार के लिए बैंडविड्थ की विस्तृत श्रृंखला की अनुमति देता है मॉडेम काफी लोकप्रिय हैं MODEM का मतलब है Modulator Demodulator जो मूल रूप से एक उपकरण है जो एन्कोडेड डेटा के साथ वाहक संकेतों के मॉड्यूलेशन और डिमोड्यूलेशन करेगा और इस डेटा को एनालॉग रूप में संशोधित किया गया है यह मॉडेम द्वारा डीमोडुलेटर पर डिजिटल रूप में तब्दील होने वाले एनालॉग डेटा को संचारित और पुनः प्राप्त कर रहा है विभिन्न प्रकार के MODEM हैं जो समर्थित हैं सिंप्लेक्स मॉडेम आधा डुप्लेक्स और डुप्लेक्स Simplex एक दिशा में डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है आधा द्वैध द्विदिश में प्रदान करता है लेकिन एक समय में एक डुप्लेक्स एक ही समय में या एक साथ द्वि दिशात्मक प्रदान करता है ट्रांसमिशन मोड के आधार पर इन मोडेम को सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तुल्यकालिक साधन मोड डेटा की बिट्स की एक सतत स्ट्रीम को संभाला जा सकता है लेकिन एक बाहरी घड़ी पल्स की आवश्यकता होती है और एसिंक्रोनस ने बिट्स को शुरू और रोक दिया है जो बिना किसी बाहरी घड़ी संकेत के संभाला जा सकता है तो एसिंक्रोनस बाहरी घड़ी के बिना है और सिंक्रोनस बाहरी घड़ी की मदद से है इसके बाद PSTN तकनीक आती है और पीएसटीएन सार्वजनिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क के लिए आता है जो हमारे पुराने टेलीफोन सिस्टम की तरह है यह तकनीक सर्किट स्विच्ड नेटवर्किंग की मदद से संचालित होती है जो सार्वजनिक दूरसंचार प्रणालियों के काम के बारे में बताती है ये नेटवर्क फाइबर ऑप्टिक केबल टेलीफोन कनेक्शन लाइन सेलुलर संचार और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लिंक का उपयोग करके क्षेत्रीय स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर चलते हैं अगले एक IEC PAS 62601 WIA PA है WIA PA का अर्थ है उद्योग स्वचालन और प्रक्रिया स्वचालन के लिए वायरलेस अनुप्रयोग यह औद्योगिक आईओटी पर केंद्रित एक मानक वायरलेस संचार तकनीक है यह 80215 के एक संस्करण और एक आईईसी मानक की तरह है इस विशेष प्रोटोकॉल के लाभ यह है कि यह अनुकूली आवृत्ति hopping का समर्थन करता है जो इसे अधिक सुरक्षित बनाता है इस विशेष प्रोटोकॉल द्वारा डेटा पैकेट और परिवर्तनशील मार्ग विधियों का एकत्रीकरण समर्थित है उपग्रह संचार विभिन्न बिंदुओं के बीच वैश्विक और लंबी दूरी के संचार की पेशकश के लिए एक प्रसिद्ध तकनीक है ये उपग्रह संचार उपकरण उच्च लागत पर आते हैं लेकिन संचार के मामले में वैश्विक कवरेज प्रदान करने में ये अधिक प्रभावी हैं उपग्रह संचार के साथ अन्य कठिनाइयाँ यह है कि अन्य प्रकार के प्रोटोकॉल और स्थलीय सतह पर रखी गई संचार तकनीकों की तुलना में भारी प्रसार विलंब है अंतिम कठिनाई मरम्मत की है इसका मतलब है कि अगर उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी में किसी प्रकार की खराबी आ रही है तो मरम्मत बहुत अधिक कठिन है क्योंकि यहां हम धरती के बेस स्टेशनों को सैटेलाइट स्टेशनों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की त्रुटि सुधार और निदान यहां पर अधिक कठिन है इन प्रोटोकॉल के कुछ संदर्भ हैं जिन पर हमने इस विशेष व्याख्यान में चर्चा की है इसलिए मैं आपको इन विभिन्न संदर्भों से गुजरने के लिए प्रोत्साहित करूँगा और इन तकनीकों को समझने की कोशिश करूँगा हमने विभिन्न प्रोटोकॉल के बारे में बात की है जिनका उपयोग औद्योगिक संचार के लिए किया जा सकता है हमने औद्योगिक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न वायर्ड के साथ साथ वायरलेस संचार तकनीकों और प्रोटोकॉल के उपयोग के बारे में भी बात की है और हमने देखा है कि और भी बहुत कुछ है जिसका विस्तार हम आगे भी कर सकते हैं ये एकमात्र प्रोटोकॉल नहीं हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है हम विभिन्न प्रोटोकॉल का भी उपयोग कर सकते हैं बड़ी संख्या में प्रोटोकॉल उपलब्ध हैं इसलिए हम विभिन्न उपकरणों के बीच कनेक्टिविटी की पेशकश करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं आमतौर पर यह एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर समग्र नेटवर्क समर्थन और विभिन्न प्रोटोकॉल हैं जिन्हें हम अब तक देख चुके हैं लेकिन प्रोटोकॉल डिजाइन करना महत्वपूर्ण है और आपको इन प्रोटोकॉल का उपयोग करने की आवश्यकता है जो कम दर विलंबता और उच्च विश्वसनीयता की औद्योगिक आवश्यकताओं को प्रदान करे औद्योगिक आवश्यकताओं के संदर्भ में ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं इसके साथ ही हम इस व्याख्यान का अंत करते हैं धन्यवाद